मूल रूप से भू संदर्भित क्या है कभी कभी इसे सुधार भी कहा जाता है भविष्य में कुछ साहित्य में लोग पंजीकरण के लिए इसका उपयोग करेंगे इसलिए इन सभी चीजों को हम विवरण में देखेंगे इसकी आवश्यकता क्यों है और यह कैसे किया जा सकता है इसके लिए कौन सी विभिन्न तकनीकें उपलब्ध हैं और उनकी तुलनाएँ भी उपलब्ध हैं भू संदर्भित को मूल रूप से आप इस तरह से समझते हैं कि आपके स्थानिक डेटा को बदलना वह डाटा शायद उपग्रह हो सकता है या शायद वेक्टर डेटा हो सकता है जो ज्यामितीय डोमेन से भौगोलिक डोमेन तक लिया गया हो इसका मतलब है अगर मैं उपग्रह चित्रों का उदाहरण लेता हूं जब उपग्रह द्वारा डेटा एकत्र किया जाता है तो वह भौगोलिक डोमेन में नहीं होता है आमतौर पर कक्षीय डेटा का उपयोग किया जा सकता है और इन छवियों का उपयोग भू संदर्भ के लिए किया जा सकता है जब हम उच्च और उच्च स्थानिक रिज़ॉल्यूशन के उपग्रह चित्रों की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें मैन्युअल जियो रेफ़रिंग करने की आवश्यकता है और वह भी बहुत सटीक होनी चाहिए क्योंकि जब हम जीआईएस में अन्य डेटा सेट के साथ इस तरह के डेटा का उपयोग करते हैं तो यह मिसमैचिंग नहीं होनी चाहिए इसलिए जियो रेफ़रिंग की बहुत आवश्यकता है जैसा कि उल्लेख किया गया है कि एक डोमेन से जियोमेट्रिक डोमेन के लिए एक डोमेन को दूसरे डोमेन में परिवर्तित करना या बदलना होता है और इसे मूल रूप से जियो रेफ़रिंग कहते हैं जैसा कि हम परिभाषा में भी देख सकते हैं यह जियो रेफरेंसिंग छवि या मानचित्रों को ज्यामितीय समन्वय प्रणाली से भौगोलिक समन्वय प्रणाली में बदल देती है भौगोलिक निर्देशांक वाले आधार मानचित्र छवि का उपयोग करते हुए अब इस एक में इनपुट करें और इस इनपुट के लिए कच्ची छवि की आवश्यकता है जो आपको एक मास्टर छवि को संदर्भित करने के लिए हो सकती है जो पहले से ही भू संदर्भ या मास्टर मानचित्र है जो भौगोलिक समन्वय प्रणालियों में भी है आप उस एक का उपयोग कर सकते हैं आजकल बहुत ही उच्च स्थानिक संकल्प उपग्रह चित्र पाने के लिए कभी कभी हमें जीपीएस का उपयोग करने के लिए मैदान में जाना पड़ता है जमीनी नियंत्रण बिंदुओं को इकट्ठा करना पड़ता है या संक्षेप में हम उन्हें जीसीपीएस कहते हैं और इन जीसीपीएस का उपयोग करके हम जियो रेफरेंस कर सकते हैं भू संदर्भ करने या GCPS इकट्ठा करने का एक और तरीका है जो कि कुछ देशों में उनके पास पहले से ही हजारों GCPS के पुस्तकालय मौजूद हैं यदि वे पुस्तकालय हमारे लिए सुलभ हैं तो हम उन GCPS का उपयोग करके भू संदर्भ भी ले सकते हैं जो पहले ही एकत्र किए जा चुके हैं जो कि बहुत सटीक हैं विभिन्न जीपीएस तकनीकों का उपयोग करके एकत्र किए गए हैं और आजकल GCPS लाने का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तरीका है Google धरती का उपयोग करना क्योंकि Google Earth पहले से ही एक भू संदर्भ है आप वहां ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स की पहचान कर सकते हैं और वही ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स जिन्हें आप अपने मैप या इमेज में पहचान सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं जीसीपीएस लाने के विभिन्न तरीके हैं जिनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे इसलिए जब कोई छवि अधिग्रहित की जाती है या कोई मानचित्र प्राप्त किया जाता है तो छवि को उपग्रह से अधिग्रहीत किया जाता है या मानचित्र कहीं और से अधिग्रहीत किया जाता है वह सिस्टम में नहीं हो सकता है जो ज्यामितीय डोमेन में हो सकता है और जो ज्यामितीय डोमेन में नहीं हो सकता है उसे हमें दूसरे डोमेन में बदलने की आवश्यकता है वह डोमेन जैसे भौगोलिक डोमेन हो सकता है कभी कभी जब उपग्रह से डेटा प्राप्त किया जाता है तो ये प्लेटफ़ॉर्म तेज़ गति से आगे बढ़ रहा होता है इसलिए वे उपग्रह छवियों में कुछ त्रुटियां ला सकते हैं जो वेग में परिवर्तन ऊंचाई में परिवर्तन पिच रोल और अन्य कार्यों के कारण हो सकता है पहले के संस्करणों में जब हमारे पास एक मिरर स्कैनर था तब भी डेटा जिसका उपयोग हम लैंडसेट एमएसएस डेटा की तरह करते हैं क्योंकि चेन डिटेक्शन स्टडीज के लिए हम हमेशा पुराने डेटा के रूप में जाने की कोशिश करते हैं जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं इसलिए उन डेटा सेटों का अधिग्रहण किया गया था जब सेंसरों में दर्पण होते थे दर्पण का उपयोग वेग भिन्नताएं बनाने के लिए किया जाता था क्योंकि ये सभी यांत्रिक उपकरण हैं इसलिए हमें कुछ समस्याएं थीं क्योंकि दर्पण और तिरछापन के कारण स्कैन तिरछा तिरछा होने के अलावा होना चाहिए आधुनिक दिनों में उपग्रह चित्र पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी होता है एक दृश्य के दौरान उस समय तक उपग्रह द्वारा पृथ्वी को घुमाया जाता है और यह तिरछा भी हो सकता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इच्छित क्षेत्र को कवर किया जाना चाहिए था लेकिन वास्तविक क्षेत्र को इस तरह से कवर किया गया है इसलिए हमें सही उसे समझना होगा की ये सभी सुधार भू संदर्भ श्रेणी के तहत रखे गए हैं यदि पृथ्वी के घूर्णन में अचानक परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन में कैसे तिरछा आ जाएगा अगर अंतरिक्ष शिल्प की ऊंचाई में अचानक परिवर्तन होता है तो इस तरह की विकृतियों को आपकी उपग्रह छवि में पेश किया जा सकता है तो इसी तरह अगर यह पिच भिन्नता है वहाँ अंतरिक्ष यान का वेग बदल जाता है या अंतरिक्ष यान इसे इस तरह से लुढ़काता है या इस तरह से जम्हाई आती है फिर इसी तरह की समस्याएँ पैदा हो सकती हैं एक बार में हम जियो रेफ़रिंग का उपयोग करके हल कर सकते हैं सभी उपग्रह छवियों को रेखापुंज डेटा के रूप में संग्रहीत किया जाता है और भू संदर्भित रेखापुंज डेटा करना आपके वेक्टर डेटा के सापेक्ष अधिक आसान होता है और हम ऐसा प्रत्येक करते हैं क्योंकि यह आपके रेखापुंज चित्र पिक्सेल से बनाए जाते हैं तो हम इन पंक्ति संख्या और स्तंभ संख्या का उपयोग करते हैं और उन्हें ज्यामितीय डोमेन से भौगोलिक डोमेन में लाते हैं सभी तीन चरणों में तीन प्रमुख चरण शामिल हैं जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे और जीआईएस में अन्य भू संदर्भ मानचित्रों के साथ छवियों को प्रदर्शित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए यहां उद्देश्य दुनिया को बदलने के लिए छवि को स्थापित करना आवश्यक है ज्यामितीय डोमेन से भौगोलिक डोमेन में परिवर्तित हो रहा है और फिर जियो रेफरेंस मैप या इमेज बना रहा है जियो रेफरेंसिंग की सामान्य विधि जैसा कि मैंने कहा है कि कुछ अन्य शब्द भी लोकप्रिय हैं जैसे कि ज्यामितीय सुधार छवि पंजीकरण लेकिन आजकल सबसे लोकप्रिय एक जियो रेफ़रेंसिंग है जब जियो रेफरेंसिंग के तीन चरण होते हैं तो मुझे इस बारे में आप को विस्तार से बताना होगा जिसमें पहला पंजीकरण है जिसमें मुख्य अपने कच्चे नक्शे के इनपुट मानचित्र का मास्टर इनपुट मैं पंजीकरण करना है मास्टर एक जियो रेफरेंस इमेज हो सकता है एक जियो रेफरेंस मैप हो सकता है या गूगल अर्थ या GCPS ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट हो सकता है जो अन्य स्रोतों से आ सकता है और इन GCPS का उपयोग करके आप अपना मैप रजिस्टर करते हैं जो कहते हैं कि सादृश्य मुझे एक सादृश्य देता है यह कुछ ऐसा है जैसे आप जानते हैं कि एक शोमेकर प्रक्रिया एक थानेदार के पास चमड़े की एक ताजा शीट होती है और उसके पास एक सांचा होता है जो बूट से बना होता है तो अब वह आपसे अपने चमड़े के मोड़ने के बारे में बताना चाहता है उस चमड़े को एक जूते के आकार में जानना चाहता है इसके लिए वह कुछ नाखूनों का उपयोग करता है पहले वह पैर के अंगूठे में आगे की तरफ एक नाखून लगाएगा और फिर एक खिलाड़ी का उपयोग करेगा एक और नाखून को अपनी और इसे थोड़ा खींचेगा एड़ी की तरफ और यही वह है जो वह मूल रूप से पंजीकरण कर रहा है इसी प्रकार हम सैटेलाइट इमेज को रबर सीट के रूप में डिजिटल रबर सीट के रूप में उपयोग करते हैं और डिजिटल रूप से हम ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट का उपयोग करके पंजीकरण करते हैं ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट विभिन्न स्रोतों से आ सकते हैं जिनकी हमने पहले ही चर्चा की है और एक बार जब यह पंजीकरण एक बहुपद समीकरण के माध्यम से किया जाता है तो हम पता लगाएं कि प्रत्येक पिक्सेल को एक लक्ष्य छवि में स्थानांतरित करना होगा जो कि भू संदर्भ छवि है इसलिए एक बार जब हम प्रत्येक पिक्सेल के लिए ट्रांसफ़ॉर्मेशन फ़ंक्शन को जानते हैं तो उस फंक्शन में तीसरा चरण आता है तीसरा चरण यह है कि लक्ष्य पिक्सेल के लिए मूल्य क्या होना चाहिए और क्या हम उस प्रक्रिया को रिसमलिंग की श्रेणी में रख सकते हैं तो तीन चरण उस फंक्शन के हैं जिसमें पहले पंजीकरण है दूसरा बहुपद समीकरणों के विभिन्न आदेशों का उपयोग करके परिवर्तन फ़ंक्शन का पता लगाना है और तीसरा रीसेंबलिंग है इसलिए हम एक एक करके देखेंगे कि यह कैसे किया जाता है और एक बार जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि एक बार जब परिवर्तन बहुपद के दिए गए बहुपद के गुणांक के लिए कम से कम वर्ग फिट करके पाया जाता है तो आप जो उपयोग करेंगे वह आपके डेटा इनपुट पर निर्भर करेगा आप उन विकृतियों को जानते हैं जो मौजूद हैं यदि यह बहुत विकृतियां हैं जो आप पहले से ही जानते हैं तो आप उच्च क्रम बहुपद समीकरणों के लिए जाएंगे और बहुपद समीकरणों के क्रम के आधार पर जीसीपीएस की संख्या भी बदलनी होगी इसलिए हम यह भी देखेंगे कि बुनियादी प्रक्रिया के लिए कितने न्यूनतम जीसीपीएस की आवश्यकता होती है सबसे पहला कदम रजिस्टर करने के लिए है और वह हमारे ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स का उपयोग करके पंजीकरण कर रहा है जैसा कि मैंने यहां बताया है कि मैंने शूमेकर के बारे में सादृश्य दिया है वह डिजिटल रूप से यहां नाखून का उपयोग करता है हम GCPS के रूप में उनका उपयोग कर रहे हैं और मूल रूप से आपके उपग्रह की तरह सामान्य बिंदु सामान्य बिंदु का सह संबंध बना रहे हैं जिसमें सड़क पार करना या नदी पर पुल बनाना जैसा संबंध हो सकता है अब आप अपनी सैटेलाइट छवि को पहचान सकते हैं और वह भी आप अपनी मास्टर छवि या मास्टर मैप में पहचान सकते हैं तो एक बार यह आम जीसीपी मिल जाए तो आप इसे मास्टर के साथ पंजीकृत कर सकते हैं यही पर जीसीपी का मतलब यही है इसलिए एक बार पंजीकरण हो जाने के बाद फिर से किए रीसेंबलिंग को कभी कभी लोग इंटरपोलेशन भी कहते हैं लेकिन यह बिल्कुल इंटरपोलेशन नहीं है तो फिर से शुरू करने के माध्यम से आप एक ज्यामितीय रूप से या भू संदर्भित छवि को सही तरीके से प्राप्त करते हैं अब यदि आपके डेटा में बहुत अधिक विकृतियां नहीं हैं तो ज्योमेट्रिक डोमेन से ज्योग्राफिक डोमेन में परिवर्तन कर लेना चाहिए स्केल चेंज नहीं है और न ही रोटेशन की आवश्यकता है तो पहले ऑर्डर पॉलीनोमियल जिसे हम कंफर्मल पॉलिनोमियल भी कहते हैं उसका उपयोग ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन का पता लगाने के लिए किया जा सकता है यदि हमें अपनी छवि में परिवर्तन के पैमाने में बदलाव और रोटेशन की आवश्यकता होती है और जब हम जानते हैं कि यह कुछ विकृतियों से पीड़ित है न कि बड़े विकृतियों से तो हम दूसरे क्रम के बहुपद के लिए जा सकते हैं जिसे एक अच्छा परिवर्तन भी कहा जाता है जब हम जानते हैं कि हमारी छवि को न केवल ज्यामितीय से भौगोलिक डोमेन में परिवर्तन की आवश्यकता है बल्कि उसी समय पैमाने में भी बदलाव कि जरूर है यह घूमना है क्योंकि अगर आपकी छवि पृथ्वी के बड़े हिस्से के बड़े वक्र का प्रतिनिधित्व कर रही है तब पृथ्वी की वक्रता भी आपकी छवि को बिगाड़ देगी उस एक को ठीक करने के लिए फिर एक को बहुपद के तीसरे क्रम के लिए जाना चाहिए तो आपके इनपुट मैप आवश्यकताओं के विरूपण के आधार पर जिसे आप पहले से जानते हैं आप उस विशेष बहुपद क्रम का चयन करेंगे कई सॉफ्टवेयर्स में लोगों ने बारहवें क्रम तक भी लागू किया है लेकिन सामान्य मामलों में भी तीसरे क्रम के लिए आवश्यक समय नहीं है इसलिए भले ही आप दूसरे क्रम या तीसरे क्रम से जीवित रह सकते हैं मैं यह क्यों कह रहा हूं कि उच्च और उच्च क्रम के लिए क्यों नहीं जाना चाहिए यदि यह आवश्यक है तो यह ठीक है यदि ऐसा नहीं है क्योंकि तब आप उच्च क्रम में एक कदम आगे बढ़ते हैं फिर इस सरल समीकरण के माध्यम से आपको GCPs की संख्या की आवश्यकता होगी इसलिए पहले आदेश के लिए केवल तीन नियंत्रण बिंदु और उसके लिए जमीनी नियंत्रण बिंदु आवश्यक हैं यह दूसरे क्रम के लिए न्यूनतम है 6 और तीसरे क्रम के लिए 10 और फिर चौथे क्रम के लिए 15 आप उच्च क्रम में जाते हैं और अधिक जीसीपी की आवश्यकता होती है और कभी कभी किसी वन क्षेत्र में या पहाड़ी इलाके में या तटीय क्षेत्र में कभी कभी जमीनी नियंत्रण बिंदुओं की संख्या का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए यदि यह आवश्यक है तो आप उच्च बहुपद समीकरणों परिवर्तन कार्यों के लिए जाते हैं अन्यथा दूसरे क्रम या तीसरे क्रम के बीच बने रहना बेहतर होता है अगर ज्यामितीय ज्ञानक्षेत्र से भौगोलिक परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं कोई घुमाव नहीं कोई ताना बाना नहीं तो पहले आदेश और यह न्यूनतम तीन अंकों के नियंत्रण बिंदुओं के साथ आप पंजीकरण कर सकते हैं अब यह अभ्यास के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता है मैं हमेशा सुझाव देता हूं कि इसे 2 से गुणा करें इसलिए यदि आप पहले क्रम के बहुपद परिवर्तन के लिए जा रहे हैं तो हमेशा 6 बिंदुओं तक जाना बेहतर होता है और दूसरे बिंदुओं के लिए 12 अंक और इतने ही आगे हो सकते हैं क्योंकि आपके पंजीकरण के दौरान जितने अधिक जीसीपीएस एकत्रित होंगे उतने अधिक होते हैं एक उच्च अत्यधिक सटीक भू संदर्भित का मौका और यह सटीक भू संदर्भ आपके विश्लेषण में हमेशा मदद करेगा जब आप इस मानचित्र का उपयोग करते हैं जो आप अपने जीआईएस डेटाबेस में कुछ अन्य मानचित्र के साथ भू संदर्भ कर रहे हैं जियो रेफरेंसिंग एक सामान्य प्रक्रिया है जो हम इमेज प्रोसेसिंग रिमोट प्रोसेसिंग और जीआईएस करते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसे बहुत सावधानी से और बहुत सटीक तरीके से करना पड़ता है क्योंकि अत्यधिक सटीक जियो रेफरेंसिंग मैप आपके विश्लेषण के माध्यम से निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देंगे अब एक बार ट्रांसफॉर्मेशन मिलने के बाद इसे इनपुट इमेज में हर पिक्सेल के लिए लगाया जाता है इसलिए एक बार जब हम यह जान लेते हैं कि किस पिक्सेल को कहाँ स्थानांतरित किया जाना है तो इस प्रकार के परिवर्तन को करने के लिए इन सभी चरणों को अन्य ऑपरेशनों में ले जाकर प्राप्त किया जा सकता है प्राप्त किए हुए पिक्सेल से मूल्य निर्धारित हो सकता है क्योंकि तब अब आप तीसरे चरण में पहुंच रहे हैं जब हम पंजीकृत हो जाते हैं तो हम जानते हैं कि कौन सा पिक्सेल लक्ष्य में जाएगा जो खाली छवि कहता है लेकिन जो मूल्यवान होगा वह भी तय करना होगा और इसके लिए इसे फिर से शुरू करना होगा कुछ साहित्य में लोग शब्द प्रक्षेप का उपयोग करते हैं जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि यह सटीक प्रक्षेप नहीं है जो हम प्रक्षेप कर रहे हैं वह थोड़ा अलग है तो आइए हम पुनरुत्पादन शब्द का उपयोग करें जो कि GIS में इस तरह की प्रक्रिया के लिए अधिक उपयुक्त शब्द है और तीन प्रकार की पुनरुत्पादन तकनीकें हैं इसलिए अब तक जीआईएस में लागू किया गया है एक निकटतम पड़ोसी है जो बहुत सरल है और पुनरुत्थान की काफी सटीक विधि है और फिर थोड़ा जटिल है जो बिलिनियर और क्यूबिक कनवल्शन है तो इन तीनों को आप देखेंगे और मैं एक एक करके समझाऊंगा यह एक आम परिवर्तन कार्य है सॉफ्टवेयर जो कि कई जीआईएस इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स द्वारा लागू किया गया है यहां का उद्देश्य यदि आप अपनी मूल छवि को याद करते हैं जो कि ज्यामितीय डोमेन में है तो इससे समन्वय प्रणाली बन रही है जिसे आप केवल कॉलम नंबर और लाइन नंबर के साथ संबोधित कर सकते हैं इन के लिए हम भौगोलिक निर्देशांक असाइन करना चाहते हैं इसलिए हमें कुछ निश्चित इनपुट्स की आवश्यकता होती है यह निर्धारित करने के लिए हमें x दिन और y दिन निर्धारित करने पड़ते हैं और अलग अलग क्रम के इन बहुपद समीकरणों के माध्यम से हम उस एक परिवर्तन फ़ंक्शन को प्राप्त कर सकते हैं दूसरे क्रम बहुपद समीकरण के लिए आर्क दृश्य का एक उदाहरण आर्कजीआईएस यहां दिया गया है भौगोलिक निर्देशांक निर्धारित करने के लिए ये इनपुट हैं जो यहाँ जाते हैं और हम इन विभिन्न इनपुटों को देखेंगे कि X1 और y1 मैप पर x और y निर्देशांक की पिक्सेल गणना की हैं जो हमारा लक्ष्य है अब x और y इनपुट छवि के कॉलम नंबर और पंक्ति संख्या हैं और एक स्केल है क्योंकि यह एक दूसरा ऑर्डर ट्रांसफ़ॉर्मेशन फ़ंक्शन है इसलिए हम इस स्केल से छवि के रोटेशन और पैमाने को बदल सकते हैं तो वह घटक जो चीज़ भी है वह पहले ही इस परिवर्तन में आ गया है जो दूसरा क्रम बहुपद समीकरण है और इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए पैमाने में परिवर्तन एक पिक्सेल का एक आयाम है जो मानचित्र में आपको x दिशा में चाहिए जो बी और डी हैं हमारे समीकरण b और d घूर्णन शब्द हैं क्योंकि दूसरे क्रम के बहुपद हैं हम न केवल पैमाने बदल सकते हैं बल्कि हम छवि को भी घुमा सकते हैं तो रोटेशन की शर्तें भी हैं और फिर c और f अनुवाद शब्द हैं x और y ऊपरी बाएँ पिक्सेल के केंद्र के निर्देशांक हैं अब एक और मुद्दा यहां आता है क्योंकि एक कच्ची छवि एक उपग्रह छवि हमेशा शीर्ष बाएं कोने से पहली पंक्ति पहले पिक्सेल से पता चलती है लेकिन आम तौर पर हम नीचे से बाईं ओर के नक्शे को संबोधित करते हैं और इसलिए यह शब्द xy आएगा मैप ऊपरी बाएँ पिक्सेल के केंद्र का समन्वय और फिर नकारात्मक y स्केल जो मानचित्र इकाइयों और x दिशा में पिक्सेल का आयाम है और उसका भी ध्यान रखना पड़ता है इसलिए मैंने दूसरे क्रम के बहुपद समीकरण पर विस्तार किया है उसमें यह सब शामिल है एक बार जब परिवर्तन फ़ंक्शन किया जाता है तो यही कारण है कि वाई स्केल ई नकारात्मक एक छवि की उत्पत्ति की वजह से होती है जो मैंने आपको पहले ही बताई है और एक भौगोलिक समन्वय प्रणाली दूसरों से भिन्न होती है क्योंकि उसमें एक छवि शीर्ष बाईं ओर से खुद ही उत्पन्न होती है जबकि आपको आपका नक्शा उत्पन्न करना होगा या भौगोलिक निर्देशांक प्रणाली नीचे बाईं ओर से उत्पन्न करनी होगी इसलिए एक नकारात्मक y पैमाना है जो आपके दूसरे क्रम के बहुपद समीकरण में शामिल है एक बार जब इस रूट माध्य वर्ग की गणना की जाती है तो व्यवहार में जो हम करते हैं वह व्यक्तिगत जीसीपी और एक की त्रुटियों का पता लगाता है मान लीजिए कि मैंने उस समीकरण से आवश्यक GCPs की संख्या के अनुसार पहले आदेश बहुपद के लिए चुना है जो मैंने आपको पहले दिखाया है जो तीन हैं इसलिए पहले तीन जीसीपी आवश्यक हैं एक बार इन तीन जीसीपी को मास्टर छवि के साथ पंजीकृत किया जाए तो हमें अपनी त्रुटि की जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है मुद्दा यह है कि GCP इस पॉइंट पर अधिकतम त्रुटि दे रहा है हम इसे ठीक कर सकते हैं इसे हटा सकते हैं और फिर से ला सकते हैं लेकिन व्यवहार में जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि 2 से गुणा करना सबसे बेहतर होता है इसका मतलब यह है कि तीन के बजाय हमें 6 को इकट्ठा करना चाहिए और एक बार जब हम 6 जीसीपी और संबंधित रूट मतलब वर्ग त्रुटियों को देखते हैं तो हम यह पहचान सकते हैं कि किसी ने गलत पंजीकरण किया है तो जो जीसीपी उच्च त्रुटि दे रहा है आप उस पुनर्गणना से छुटकारा पा सकते हैं और इसे फिर से याद कर सकते हैं और इसलिए हम इसे पिक्सेल पंजीकरण के भीतर प्राप्त करते हैं क्योंकि पिक्सेल इकाई है तो हम अंदर नहीं जा सकते लेकिन कम से कम आयाम त्रुटियों का आयाम पता कर सकते हैं जो आपके इनपुट छवि के स्थानिक संकल्प से कम होना चाहिए तो यह जियो रेफरेंसिंग का उद्देश्य होना चाहिए कि हमें पिक्सेल के भीतर तक पहुंच कर त्रुटि को उस न्यूनतम तक रखा जाना चाहिए और कुल त्रुटि के रूप में गणना करनी चाहिए मैंने पहले ही उल्लेख किया है रूट मीन स्क्वायर जो आरएमएस त्रुटि की गणना करने के लिए सभी अवशिष्टों का योग है जब आप सटीक जीसीपी एकत्र करेंगे तो आपके पास कुछ निश्चित जीसीपी और कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजों को हटाने का अधिक मौका होगा जो जीसीपी गैर चल रहे हैं क्योंकि अगर मैं नदी के एक बैंड के साथ एक ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट या GCP इकट्ठा करता हूं तो आपको पता चलता है कि क्या यह मैदानी क्षेत्र में नदी के पलायन पर है इसलिए यदि इस मास्टर छवि और आपकी इनपुट छवि में एक उम्र का अंतर है तो नदी का स्थानांतरण हो सकता है इसलिए मैं दो अलग अलग स्थानों पर एक ही GCP एकत्र कर रहा हूं जो कि गलत है यह आपको एक विशाल RMS देगा एक को चल वस्तु या चल सुविधाओं से बचना चाहिए जिसे आप GCP के लिए चुनेंगे जीसीपी का चयन किया जा सकता है जैसा कि रेलवे पुल सड़क पुल का एक चौथाई हिस्सा सड़क क्रॉसिंग और ऐसे आगे भी हो सकता है जो आम तौर पर फिक्स चीजें हैं अगर वे वहां नहीं हैं तो हम पहाड़ या रिज के शिखर या नदी या पहाड़ी इलाके में एक बैंड के लिए जाते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाके में पलायन नहीं हो सकता है लेकिन सादे क्षेत्र में बैंड किस जगह पर एक नदी नहीं ले सकते हैं इसलिए एक बार जब यह परिवर्तन समारोह हमारे पास उपलब्ध होता है तो हम इस पुनरुत्थान तकनीक के लिए जाते हैं और हमें इस निर्णय पर आते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि में मास्टर छवि क्या है जो हमें दिखाया गया है और सामने की जमीन में यह बिना ठीक कि हुई छवि है या मेरी इनपुट छवि है यह पता चलता है अब चार पिक्सेल हैं जिन्हें 1 2 3 4 चिह्नित किया गया है और केंद्र में हमारी ज्यामितीय रूप से सही मास्टर छवि का एक छायांकित पिक्सेल है अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि पिक्सेल नंबर 1 2 3 और 4 वे लक्ष्य पिक्सेल को ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन चिह्नित पिक्सेल नंबर 3 में अधिकतम ओवरलैप है जो लक्ष्य पिक्सेल है तो फिर यह स्थिति तब आती है जब पहले प्रकार के एक रिस्मैप्लिंग में निकटतम पड़ोसी पिक्सेल मूल्य होता है जो पिक्सेल मूल्य तीसरे चिह्नित पिक्सेल है पिक्सेल मूल्य लक्ष्य पिक्सेल में स्थानांतरित हो जाता है और यह तकनीक है निकटतम पड़ोसी पुनरुत्पादन तकनीक कहा जाता है इस पुनरुत्पादन तकनीक में जो भी पिक्सेल अधिकतम अधिव्यापन हो रहा है उस पिक्सेल का मूल्य लक्ष्य पिक्सेल में बदल जाता है और यह वही है जो निकटतम पड़ोसी विधि है जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि पिक्सेल मूल्यों या जीआईएस विश्लेषण में पड़ोसी का पड़ोस और प्रभाव बहुत मायने रखता है यहाँ भी जो पिक्सेल सबसे अधिक अधिव्यापन हो रहा है वह अगले लक्ष्य पिक्सेल के लिए पिक्सेल मान को ले जाएगा दूसरी भू संदर्भित में इस रिसेंपलिंग तकनीक को संदर्भित करता है जो द्विरेखीय तकनीक है जिसमें अधिकतम अधिव्यापन वाले पिक्सेल का अधिकतम प्रभाव होगा इस विशेष उदाहरण में पिक्सेल संख्या तीन में लक्ष्य पिक्सेल के लिए अधिकतम चौड़ाई होगी जबकि इस उदाहरण में दूसरे पिक्सेल में सबसे कम चौड़ाई होगी और इसी तरह हम उनके अधिव्यापन के अनुसार वजन तय करते हैं और तदनुसार द्विरेखीय सैंपलिंग रिसेंपलिंग लक्ष्य पिक्सेल के लिए किया जाता है घन कायल में हम 4 x 4 पिक्सेल शामिल करेंगे जो केंद्र में लक्ष्य पिक्सेल होता है और यहाँ पर दूरी के आधार पर वजन तय किया जाएगा तो जो भी आप जानते हैं कि एक पिक्सेल जो इस दूरी पर सबसे दूर है कम से कम प्रभाव फिर से होगा पिक्सेल जो लक्ष्य पिक्सेल के करीब है अधिकतम वजन होगा और इसी तरह पिक्सेल मूल्य औसत पिक्सेल मूल्य की दूरी के आधार पर होगा ये 16 पिक्सेल और आप कह सकते हैं कि लक्ष्य पिक्सेल के लिए दूरी के आधार पर भारित औसत तय किया जाएगा तो निकटतम पड़ोसी में आपकी अधिव्यापन की अनिर्मित छवि के पिक्सेल में अधिकतम अधिव्यापन होगा लक्ष्य पिक्सेल के लिए ले जाने वाले पिक्सेल के लिए आगे का मूल्य होगा जो पिक्सेल में अधिकतम अधिव्यापन है जिसका अधिकतम वजन होगा और जो पिक्सेल में कम से कम अधिव्यापन होगा कम से कम वजन और यह मूल्य को प्रभावित करेगा और घन मान के मामले में पिक्सेल मूल्य तय किया जाएगा जैसा कि उल्लेख किया गया है कि दूरी के आधार पर वजन तय किया गया है और तदनुसार चीजें होंगी तो हम यहाँ देखते हैं कि एक निकटतम पड़ोसी निकटतम पिक्सेल से निवेश समन्वय के लिए पिक्सेल मूल्य निर्धारित करता है और क्योंकि पहले के उदाहरण में पिक्सेल 3 था यह करीब था क्योंकि यह अधिकतम अतिव्यापी था और इसलिए उस मूल्य को लक्ष्य पिक्सेल को सौंपा गया है अब यह हम उसी समय करेंगे जब हम इन तीनों को फिर से तैयार करने की तकनीक के गुण और अवगुण देखेंगे इस विधि को गणना समय के संदर्भ में सबसे कुशल प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि कोई भारित औसत नहीं दूरी की गणना और फिर अन्य दो तकनीकों की तरह वजन की आवश्यकता होती है और इसलिए हम सीधे कहते हैं कि पिक्सेल जो निकटतम है वह मूल्य ले जाएगा हालाँकि वहाँ यह पिक्सेल मूल्य में परिवर्तन नहीं करेगा बल्कि यह एक ही रंग होगा इसलिए यदि हम निकटतम पड़ोसी पुनरुत्पादन तकनीक के लिए जाते हैं तो गुणवत्ता खराब नहीं होती है क्योंकि कभी कभी आप अपनी छवि की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं और इसलिए निकटतम पड़ोसी के लिए जाना हमेशा बेहतर होता है लेकिन यह भी कुछ समस्या है क्योंकि निकटतम पड़ोसी स्टीयर स्टेप केस या दांतेदार छवि को भी लाएगा इसलिए इससे पहले कि हमने इसे चुना है इसे मुकाबला या सोचा जाना चाहिए क्योंकि सही छवि में ऑफसेट पिक्सेल का आधा होगा और सही छवि दांतेदार या दिखने में अवरुद्ध हो सकता है अगर वहाँ बहुत नियमित आवर्तन या पैमाने पर परिवर्तन होता है मेरे अनुभव के माध्यम से मेरे सुझाव से GCPS की उच्च संख्या के लिए जाना चाहिए GCPS बहुत सटीक भू संदर्भित करते हैं और फिर निकटतम पड़ोसी के लिए जाते हैं इसलिए हम क्या करते हैं कि आप भू संदर्भित में एक ही समय सटीकता प्राप्त करेंगे और साथ ही आप अपनी छवि की मूल गुणवत्ता को नहीं खोएंगे और ऐसे दोनों चीजें बरकरार रहेंगी लेकिन अगर आप द्विरेखीय के लिए जाते हैं तो चार पिक्सेल लक्ष्य पिक्सेल के लिए पिक्सेल मूल्य तय करने के लिए शामिल होते हैं और इसलिए अब हालांकि यह एक भारित औसत है लेकिन थोड़ा औसत किया जाता है और इससे आपकी छवि की उपस्थिति बहुत अधिक सुकुमार होगी लेकिन यह अधिक गणना समय होगा और जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि द्विरेखीय रीसम्प्ललिंग दिखने में सुकुमार छवि उत्पन्न करता है यह पिक्सेल मान बदल जाता है इसका मतलब है वे अब संशोधित कर रहे हैं मूल पिक्सेल मानों के रूप में निकटतम पड़ोसी के मामले में बरकरार नहीं होगा तो यह आपकी आवश्यकताओं पर फिर से निर्भर करता है यदि आप 4 वेटेड औसत पिक्सेल मानों का उपयोग करके बदल गए पिक्सेल मूल्य से खुश या संतुष्ट हैं तो यह ठीक है अन्यथा किसी को केवल निकटतम पड़ोसी के लिए जाना चाहिए लेकिन निकटतम पड़ोसी के साथ भी समस्याएं हैं क्योंकि यदि औसत से बहुत कुछ किया जाता है तब छवि में धुंधलापन हो सकता है या इमेज रेजोल्यूशन इमेज खो सकता है यहां मूल रूप से छवि की तीक्ष्णता है और जैसा कि आप निकटतम पड़ोसी में देख सकते हैं इस विधि के लिए 3 से 4 बार गणना समय की आवश्यकता होती है वे पिक्सेल जिनकी अधिकतम अधिव्यापन या निकटतम चालित मान है लेकिन यहां 4 पिक्सेल शामिल हैं उनके भारित औसत की गणना की जानी है और इसलिए यह 3 से 4 गुना संगणना लेगा ये तीन संगणना समय मुद्दे आएंगे जब आप बड़ी छवियां संभाल रहे हैं वहां छवियां वास्तव में मायने रखती हैं जब आप छोटी छवियों को संभाल रहे हैं तो किसी भी रिसेंपलिंग तकनीक आप उपयोग करते हैं केवल कुछ सेकंड का अंतर होगा जो आपकी इनपुट छवि पर निर्भर करता है अत्यधिक सटीक पंजीकरण मूल असत्यापित छवि से अधिक वफादार पिक्सेल मान प्राप्त करेगा यह तीनों पुनर्स्मरण तकनीकों में सही है जो मास्टर छवि के साथ आपकी कच्ची छवि का पंजीकरण है यदि यह बहुत सटीक है तो आप फिर से शुरू करने के माध्यम से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे अब यहाँ तीसरी और अंतिम रीसेंपलिंग तकनीक घन कायल है जैसा कि उल्लेख किया गया है कि अब कुल संख्या सोलह पिक्सेल की गणना की जाएगी इसमें बहुत दूरी है और वज़न के अनुसार निर्णय लेना है यह सबसे परिष्कृत विधि है जो सही छवि में नए पिक्सेल स्थान के पिक्सेल मूल्य को अनुमानित करने के लिए बिना छवि के 16 आसपास के पिक्सेल के भारित औसत का उपयोग करता है यह सही sinx रिसैम्पलर के अधिक निकट है फिर निकटतम पड़ोसी या द्विरेखीय और असंतुष्ट उपस्थिति से बचा जाता है जैसे कि निकटतम समस्या के मामले में जो कि निकटतम पड़ोसी में नहीं था वहां नहीं होगा क्योंकि यह अधिक सुकुमार छवि बनाएगा तो ज़िग ज़ैग या स्टीयर स्टेप केस की समस्या जो निकटतम पड़ोसी के माध्यम से किए गए पुनरुत्थान के बाद देखी जा सकती है घन कायल और अपेक्षाकृत तुलना द्विरेखीय में नहीं देखी जाएगी यह थोड़ी तेज छवि प्रदान कर सकता है लेकिन मूल पिक्सेल मान बड़े विस्तार में बदल जाते हैं और इस पद्धति की अनुशंसा नहीं की जाती है यदि वर्गीकरण का पालन करना है क्योंकि कई बार भू संदर्भ के बाद हम छवि वर्गीकरण के लिए जाते हैं उपग्रह छवि को वहां ले जाया जाता है और फिर हम भूमि उपयोग मानचित्र या वन आवरण मानचित्र इत्यादि तैयार करते हैं फिर जब हम भूमि उपयोग के लिए जाते हैं तो हमारे इनपुट इमेज पिक्सल वैल्यूज को घन कायल रेसमलिंग तकनीक के कारण बड़े पैमाने पर बदल दिया जाता है बहुत उच्च वर्गीकरण परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं एक को सावधान रहना होगा और यही कारण है कि इससे पहले कि आप उचित पुनरुत्पादन तकनीक का चयन करें यह जानना बेहतर है एक उपग्रह चित्र की निकटतम पड़ोसी विधि की बहुत आवश्यकता है और यह वास्तव में बहुत ही सटीक भू संदर्भित और साथ ही साथ मूल पिक्सेल छवि या पिक्सेल मान या छवि गुण प्राप्त करने में मदद करेगा बेशक गणना समय निकटतम पड़ोसी की तुलना में है जबकि रैखिक बहुत अधिक होगा अब 4 × 4 इसका मतलब है 16 पिक्सेल उनकी दूरी उनके पिक्सेल उनके भारित औसत की गणना की जानी चाहिए क्योंकि मैंने उल्लेख किया है कि यह केवल तभी मायने रखता है जब आप अपनी छवियों को संभाल रहे हों इसलिए इससे भू संदर्भ का अंत होता है